हमने नोडल विश्लेषण देखा था जो सामान्य रूप से सर्किट का विश्लेषण करने का तरीका है और यह सर्किट के किसी भी आकार के पैमाने पर हो सकता है यह परिपथ के समीकरण को व्यवस्थित रूप से लिखने का एक तरीका है ताकि इसे मैट्रिक्स व्युत्क्रम द्वारा हल किया जा सके अब केसीएल से सर्किट के नोड्स पर शुरू करने के बजाय आप लूप के आसपास केवीएल से भी शुरू कर सकते हैं अब नोड्स के विपरीत लूप अस्पष्ट हैं यानी आप एक ही सर्किट ले सकते हैं और लूप के दो अलग अलग सेट या लूप के कई अलग अलग सेट के साथ आ सकते हैं जो सभी स्वतंत्र हैं लेकिन एक दूसरे से अलग हैं तो हम जो देख रहे हैं वह लूप विश्लेषण का एक विशेष प्रकार है जो केवल सर्किट के सबसेट पर लागू होता है यह सभी सर्किटों पर सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता है और इसे मेष विश्लेषण के रूप में जाना जाता है यह मूल रूप से प्लानर सर्किट के रूप में जाने जाने वाले लूप विश्लेषण के रूप हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं एक सर्किट का ग्राफ लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि किरचॉफ वोल्टेज कानून लिखने के लिए कई अलग अलग लूप कैसे चुन सकते हैं तो मान लीजिए कि यह एक सर्किट का ग्राफ है इसका मतलब है कि इन चार बिंदुओं में से प्रत्येक एक नोड है और इन शाखाओं में कुछ दो टर्मिनल तत्व होते हैं तो अब मान लें कि मैं इस लूप उस लूप और इस लूप को चुन सकता हूं वैकल्पिक रूप से हम इस लूप इस लूप और इस पूरी चीज़ को भी चुन सकते हैं तो हमें इस सर्किट के लिए तीन लूप समीकरण लिखने की जरूरत है इसे करने के ये दो संभावित तरीके हैं और भी तरीके हैं इसे देखते हुए कुछ अस्पष्टता है अब यह जाल विश्लेषण उस अस्पष्टता को समाप्त करता है यह केवल सुविधा के लिए है हम किसी भी सर्किट के लिए सामान्य रूप से लूप विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन कुछ कारणों से सबसे पहले वह नोडल विश्लेषण अधिक पसंदीदा है और इस सभी अस्पष्टता लूप विश्लेषण जटिल लग रहा है मैं इससे निपटूंगा नहीं मैं केवल मेष विश्लेषण के बारे में बात करूंगा अब प्लेनर सर्किट क्या होते हैं जहां हम बस उनके सर्किट लगाते हैं जो कागज के एक टुकड़े की तरह एक विमान पर खींचे जा सकते हैं या यह साफ है कि मैं शाखाओं को पार किए बिना खींच रहा हूं उदाहरण के लिए इस विशेष ग्राफ में आप देखते हैं कि नोड दो शाखाएं एक दूसरे को पार कर रही हैं तो यह निश्चित रूप से एक प्लानर सर्किट है अब यहां मुख्य शब्द यह है कि सर्किट जो इस तरह से खींचे जा सकते हैं उदाहरण के लिए आप सर्किट को कैसे चुनते हैं क्लासिक उदाहरण यह है कि ये दो शाखाएं एक दूसरे को पार कर रही हैं लेकिन मुझे आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है उस तरह मैं इसे इस तरह से खींच सकता था इसलिए यह भी एक प्लानर सर्किट है लेकिन इस सर्किट को उदाहरण के लिए लें अब तक यह प्लानर है मान लें कि इस नोड से एक शाखा को इस नोड से कनेक्ट करें आप आसानी से देख सकते हैं कि हालांकि मैं इसे खींचूंगा इसे दूसरी शाखा को पार करना होगा इसलिए यह निश्चित रूप से प्लेनर नहीं है तो मैं जिस जाल विश्लेषण का वर्णन करने जा रहा हूं वह केवल इस प्रकार के सर्किट पर लागू होगा इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि एक प्लानर सर्किट देश के क्षेत्र के नक्शे के नक्शे की तरह है जिसे एक विमान पर खींचा जा सकता है और आपके पास एक दूसरे को पार करने वाली सीमाएं नहीं होंगी यानी हमारे पास यह है यह एक नक्शे की तरह है मान लीजिए कि यह एक देश है और आप इसे तीन अलग अलग राज्यों के रूप में समझते हैं और कोई भी शाखा इन क्षेत्रों में से अधिकतम दो या इनमें से दो राज्यों के लिए समान होगी तो एक जाल प्लानर सर्किट में एक लूप है जो किसी अन्य लूप को घेरता नहीं है उदाहरण के लिए यह इन तीन शाखाओं से मिलकर बना एक जाल है यह एक यह एक और वह एक जबकि यह कोई जाली नहीं है क्योंकि इस लूप के अंदर आपके पास एक और लूप है इसलिए वह जाली नहीं है मूल रूप से यह शाखाओं से घिरा एक लूप है लेकिन इसके अंदर कोई अन्य शाखाएं नहीं होनी चाहिए कोई अन्य लूप नहीं होना चाहिए तो आप प्लेनर सर्किट को एक देश के नक्शे के रूप में सोच सकते हैं और प्रत्येक जाल में एक देश का एक राज्य होता है अब इन परिभाषाओं के साथ आप देखते हैं कि प्रत्येक शाखा अधिकतम दो जालों से संबंधित है फिर से सर्किट को फिर से बनाते हुए आइए हम पहले मेश की पहचान करें जब आपके पास मेश हों तो कोई अस्पष्टता नहीं है मेष की पहचान करने का केवल एक ही तरीका है जो इसके फायदे हैं मेरा मतलब है कि यह इसकी सरलता है इसलिए मैं इससे निपटने जा रहा हूं अब जैसा कि मैंने कहा कि लूप विश्लेषण सामान्य रूप से किया जा सकता है लेकिन मैं इस पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं करूंगा तो यहां तीन जाल हैं और आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए ये बाहरी शाखाएं केवल एक जाल से संबंधित हैं उदाहरण के लिए यह शाखा केवल उसी की है यह केवल उसी की है यह केवल उसी की है अब आपके पास यह शाखा है जो इस विशेष शाखा के लिए सामान्य है और इस जाल और उस जाल के लिए सामान्य है इसी तरह यह एक और उस एक के लिए सामान्य है तो प्रत्येक शाखा या तो एक जाल से संबंधित है यदि यह परिधि पर है या यह दो जालों से संबंधित हो सकती है यदि यह दो जालों के बीच की सीमा है अब वैसे एक बार जब आप सर्किट बना लेते हैं तो मेश की पहचान करना अस्पष्ट होता है आप प्रत्येक क्षेत्र को शाखाओं के एक लूप से घिरा हुआ देखते हैं और वह एक जाल है और निश्चित रूप से आप केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि इस लूप के अंदर कोई और लूप नहीं है लेकिन एक ही सर्किट को अलग अलग तरीकों से खींचा जा सकता है तो यह अभी भी आपको कुछ अस्पष्टता देता है लेकिन एक बार जब आप सर्किट तैयार कर लेते हैं तो मेष के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होती है मेरा मतलब यह है कि मुझे एक ही सर्किट को दो अलग अलग तरीकों से फिर से तैयार करने दें और शाखाओं की पहचान भी करें मैं इसे 1 2 3 4 5 और 6 भी नाम देता हूं और आप देखते हैं कि ठीक उसी सर्किट को लिखा जा सकता है और साथ ही उन्हें समान संख्या में लिखा जा सकता है अब यह ५ है और वह है 6 यहाँ जाल ये क्षेत्र हैं इस नोड में कोई अन्य लूप हैं तो शाखाओं 1 5 और 4 की तीन माप संगति हैं यानी यह 1 फिर 2 5 और 3 यानी वह एक और 4 3और 6 है और इसमें यदि जालों की पहचान करें तो यह कैसा होगा हो और अब यह जाली 1 2 और 6 4 6 और 3 और 2 5 और 3 शाखाओं से मिलकर बनेगी तो निश्चित रूप से अलग अलग उपाय हैं आप इन उपायों या उन उपायों का उपयोग करके इसका विश्लेषण करेंगे आपको मिलेगा बिल्कुल वही उत्तर लेकिन मध्यवर्ती चर जो आपने परिपथ में उपयोग किए हैं वे भिन्न होंगे तो आपको यह मान लेना होगा कि सर्किट आपको किसी तरह से पहले से ही एक सादे सर्किट के रूप में ठीक से तैयार किया गया है और इससे आप कुछ भी बदले बिना मेश की पहचान करते हैं जो कि प्लानर सर्किट और मेश की परिभाषा है तो जाल धाराओं को चर के रूप में उपयोग करना नोडल विश्लेषण के साथ जो चर के रूप में नोड वोल्टेज था और उनके लिए हल करता था मेश एनालिसिस में हम मेश करंट को वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उन वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करेंगे उससे हम अन्य सभी करंट और शाखाएँ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं हम सभी शाखाओं में और उस वोल्टेज से सभी शाखाओं में तत्व संबंधों का उपयोग करके वर्तमान प्राप्त करने में सक्षम होंगे